समस्या समूह 07 इस अंतिम सत्र में हम सातवें सप्ताह में लिए गए व्याख्यायनो के आधार पर समस्याओं को हल करने जा रहे हैं मैं इसे गृह कार्य नहीं कहूंगा क्योंकि यह प्रस्तुत करने के लिए नहीं दिया गया था तो इसे मैं समस्या समूह कहता हूं इसमें जो समस्याएं आपको देने के लिए चुनी गई हैं जो भी हमने विकसित किया है उसे वास्तविक जीवन की स्थिति में किस प्रकार लागू किया जा सकता है तो शुरू करने के साथ इस समस्या मेंहम याद करते हैं कि हमें तरंग के कुछ निश्चित रूप दिए गए हैं जो गतिशील हैं इसलिए इस समस्या में हम चार रूपों के बारे में पूछेंगे e एक्स्पोनेंशियल है A स्थिर है कुछ नियतांक2 पहला रूप है दूसरा रूप है A exp ikzvt तीसरा रूप जो कि इस तरह दिया जाता है Asin xLejωt और चौथा रूप है AcosπxLisinπxLejωt इन 4 रूपों में से कौन सा गतिशील तरंग को बताते हैं और कौन सा नहीं तो अभी तक हमने इस व्याख्यान में देखा कि कोई भी फंक्शन जो के रूप का होता है या xvt के रूप का होता है वह उस तरंग को बताता है जो गतिशील है और इसलिए पहला रूप जो का फंक्शन है वह एक पल्स या तरंग को बताता है जो कि सीधी दिशा में जा रही है वस्तुतः इसे अच्छा बनाने के लिए मुझे यहां ऋण आत्मक चिन्ह लगाना चाहिए जिससे कि तरंग नष्ट हो जाती है जब आप मध्य से जाते हैं ठीक इसी प्रकार दूसरे वाली में zvt है जहां z दूरी है तो इसलिए यह भी गतिशील तरंग है जो कि बाई दिशा या ऋणात्मक z दिशा में गतिशील है तीसरी वाली को अकेले xvt या अकेले के रूप में नहीं संयोजित कर सकते है वास्तव में यदि आप इसे प्रसारित करते हैं तो यह होगी

इसलिए यह दो फंक्शंस का या दो तरंगों का संयोजन है पहली जो दाएं तरफ जा रही है और एक जो बाई तरफ जा रही है इसलिए यह एक गतिशील तरंग नहीं है इसलिए इसे मैं यहां से हटा देता हूं यह एक गतिशील तरंग नहीं है और आखिरी वाली eiπxLeiωtऔर यह होगी eiπxLωt और पुनः यह xvt का ही एक रूप है और इसलिए यह एक गतिशील तरंग को प्रदर्शित करती है प्रश्न संख्या दो कहती है कि एक लंबा तनावपूर्ण तार जिस पर तनाव 10 न्यूटन का है इसलिए हमें एक लंबा तार लेना होगा जिसमें तनाव T10 न्यूटन तार के एक सिरे पर रखा गया है तो हम इसके एक सिरे को पकड़ते हैं और यहां दूसरा सिरा विस्थापित करते हैं तो इसे समय के फंक्शन के रूप में ऊपर नीचे किया जा रहा है y001 sin 50t तो इसकी गति की आवृत्ति 50 प्रति सेकंड है हम क्या जानना चाहते हैं कि जाहिर तौर पर जब मैं इसे हिलाता हूं तो यहां एक तरंग होगी जो नीचे की ओर जाएगी यह तरंगे किस प्रकार प्रदर्शित की जाएंगी अब याद करिए क्योंकि तरंग दाई दिशा में जा रही है इसलिए यह xt का फंक्शन होगा और हम इसे इस तरह लिखते हैं यह fx 0t xvयह x पर विस्थापन होगा इसलिए मैं t समय पर x बिंदु पर विस्थापन देख रहा हूं यह x0 पर t समय पर विस्थापन था उसमें से xv को घटाने पर जो मिलेगा उसके बराबर होगा अब हम जानते हैं कि क्या करना है x0 पर मुझे विस्थापन पता है तो यह होगा 001sin 50अब t की जगह में t xvरखने जा रहा हूं और गतिशील तार पर तरंग की गति v T को द्रव्यमान प्रति इकाई लंबाई से विभाजित कर उसका वर्गमूल लेने के बराबर होगी और यह हमें दिया गया है दिया गया है t 10 न्यूटन है मैं द्रव्यमान प्रति इकाई लंबाई को बताना भूल गयाजो 005 किलोग्राम प्रति मीटर है इसलिए यह 005 होगा जो 1000 या 5200 का वर्गमूल है लगभग 14 मीटर प्रति सेकंड और इसलिए इस गतिशील तरंग fxt के लिए अंतिम उत्तर 001 होगा इकाई जो भी हो sin 50t x14 या 001sin 50t 357x प्रश्न संख्या 3 जुड़ा है कि यदि एक बदलता हुआ विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र को नहीं बनाता है तो क्या चुंबकीय तरंगे मौजूद होंगी तो हम क्या पूछ रहे हैं कि आप बायो सावर्ट नियम से यह जानते है कि करल B Jconduction के बराबर होगा यह मैक्सवेल के यह बताने के पहले था और मैक्सवेल ने यह कहा कि नहीं सामान्यतः यह सच नहीं हो सकता प्रायः मुझे इसमें एक और पद जोड़ना है जिससे कि कंटिन्यूटी समीकरणसतत समीकरण संतुष्ट हो जाए क्योंकि तब यदि मैं करल B का डाइवर्जंस लेता हूं जो कि अभिन्न रूप से 0 है सीधे हाथ की तरफ भी मुझे जीरो मिलता है और यह पद विस्थापन धारा के रूप में जाना जाता है और यह विवेचन किया जाता है कि विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाता है हम यह प्रश्न पूछ रहे हैं कि यदि एक परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र को नहीं बढ़ाता है या एक बदलता हुआ विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र को नहीं बढ़ाता है अर्थात यह पद मौजूद नहीं होगा तो क्या विद्युत चुंबकीय तरंगे वहां होंगी उत्तर है नहींक्योंकि यदि आप याद करें की विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसे बनती हैं हम फैराडे के नियम करल E को संयोजित करें तो यह होगा ∂B∂tऔर खुली जगह पर हम कह सकते हैं करल B 00E∂tके बराबर होता है यदि हम करल E लेकर इन दोनों को संयोजित करें तो यह ddtकरल B के बराबर है यह मुझे ग्रेडियंट डायवर्जन E 2E ddtकरल B जो है0 0δEδtजो कि दूसरा अवकलन है 0 02E2t यदि यह पद वहां नहीं होता यदि दूसरा समीकरण वहां नहीं होताइसका मतलब यदि बदलता हुआ विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र को नहीं बढ़ाता है तो यह पद वहां नहीं होता और इसलिए मुझे एक तरंग का समीकरण नहीं मिलता मुझे गतिशील तरंग का हल नहीं मिलेगा व्याख्यान से याद करें जहां मैंने गुणात्मक रूप से यह बताया था कि कैसे E और B एक दूसरे को बढ़ाते हैं इसलिए यदि यह पद वहां नहीं होता है वहां कोई विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होगी इसलिए बिना विस्थापन के विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होगी प्रश्न संख्या 4 सौर ऊर्जा जो धरती पर गिरती है तो यदि मैं धरती पर गिरने वाली सौर ऊर्जा लेता हूं तो इसका एक मान होगा जिससे सौर नियतांक कहते हैंजिसे अभिलंब गिरने वाली ऊर्जा के रूप में बताया जाता है इसका मतलब धरती की सतह पर प्रति इकाई समय प्रति इकाई क्षेत्र के लंबवत गिरने वाले कोण पर यह लगभग 1350 वॉट प्रति मीटर स्क्वायर है तो यह प्रश्न क्या पूछता है कि प्रति इकाई समय प्रति इकाई क्षेत्र धरती पर सीधे गिरने वाली सौर ऊर्जा लगभग 1350 वॉट प्रति मीटर स्क्वायर है इस सौर विकिरण के अनुरूप विद्युत क्षेत्र का क्या मान होगा मैंने इसी तरह का प्रश्न एक व्याख्यान में 60 वॉट बल्ब के लिए हल किया था अब हम इसे सौर विकिरण के लिए पूछ रहे हैं इसलिए मैं जानता हूं कि उर्जा प्रति इकाई क्षेत्र प्रति इकाई समय या शक्ति प्रति इकाई क्षेत्र पॉइंटिंग वेक्टर होती है और इसका परिमाण120E02c होता है जहां E0 विद्युत क्षेत्र का परिमाण होता है और यह 1350 वॉट प्रति मीटर स्क्वायर दिया गया है और इसलिए E0होगा 21350cε0मैं गणना को आसान बनाने के लिए 4से ऊपर नीचे गुणा कर देता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि 140का मान 9 x 109 होता है इसलिए मैं इसे 21350491093108लिख सकता हूं जो लगभग 103 वाल्ट प्रति मीटर आता है और यही उत्तर है अब प्रश्न संख्या 5 हम पुनः सौर विकिरण पर आते हैं जिसकी तीव्रता 1350 वॉट प्रति मीटर स्क्वायर है और हम यह प्रश्न पूछ रहे हैं कि यदि यह विकिरण दर्पण पर अभिलंब रूप में गिरती है और परावर्तित होती है और मान लीजिए दर्पण का आकार हैआप देख रहे हैं कि यह बड़ा दर्पण है 03 मीटर का जो लगभग 1 मीटर का एक चौथाई भाग है तो यह इस तरह का दर्पण है जो आप दीवार पर लगाते हैं यदि इस पर गिरती है और परावर्तित होती है तो दर्पण के द्वारा किस बल का अनुभव किया जाएगा आप जानते हैं कि हमने व्याख्यान में देखा है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण संवेग को ले जाती है और जब भी यह सतह पर टकराती है तो यह संवेग स्थानांतरित किया जाता है और यह एक बल या दबाव उस पर डालता है इसलिए बल जो हम जानना चाहते हैंवह क्षेत्र x दबाव होगा यहां दबाव क्या है दबाव है स्थानांतरित संवेग प्रति इकाई क्षेत्र प्रति इकाई समय या संवेग प्रवाह अब संवेग प्रवाह को हम दूसरे रंग से लिख लेते हैं यह होगा c x संवेग घनत्व यहां c प्रकाश की गति है जो कुछ नहीं है बल्कि cSc2क्योंकि हम संख्या की बात कर रहे हैं या Sc होगा तो यह दबाव होगायदि विकिरण अवशोषित हो जाती है यदि यह परावर्तित होती है तब संवेग में परिवर्तन दुगना होगा इसलिए यदि यह अवशोषित हो जाती है तब बल वह क्षेत्र होगा जो कि 03Scहै जो कि 03 गुना है S की हमने पहले ही गणना कर ली है 13503 108है तो यह होगा 01 और यह हल करने पर 135 x 10 8 या 135 x 10 6 न्यूटन यदि विकिरण अवशोषित हो गया मान लीजिए मेरे पास एक काली शीट है परंतु यह परावर्तित हो रहा है इसलिए परावर्तन मतलब यह है कि इस तरह से संवेग आ रहा है और संवेग बाहर जा रहा है और यदि मैं 1 में से दूसरे को घटाता हूं तो मुझे दुगने से ज्यादा मान मिलता है तो इस स्थिति में बल अंक का दुगना होगा जो है 270 x 10 6 न्यूटन Force 270 x 10 6 N जैसा की मैंने पहले ही इस व्याख्यान में टिप्पणी की है कि विकिरण के द्वारा बल बहुत कम होता हैविकिरण का दबाव भी बहुत कम होता है वास्तव में अब देखते हैं कि यह बहुत छोटा अंक होता है यहां तक कि जब दर्पण एक बड़े 03 मीटर स्क्वायर क्षेत्र का हो अगली दो समस्याएं सतह पर तरंग के परावर्तन पर होंगी मैंने यह समस्या 6 में भी किया है तार पर तरंग का परावर्तन इसलिए मान लेते हैं कि यहां दो तार है मैं इन दोनों तारों को अलग अलग रंग का बनाता हूं मान लीजिए यहां दो तार है इसलिए यहां यह सतह है सतह पर जो भी तरंग आती हैकल्पना करिए कि यह तरंग आ रही हैयह संचारित होती है और परावर्तित भी होती है इस पर निर्भर करते हुए की गति का अनुपात क्या है यह या तो एक ही कला में या विपरीत कला में परावर्तित हो जाती है इसलिए प्रश्न है कि मान लीजिए यहां 1 स्क्वायर पल्स है हम आदर्श स्थिति लेते हैं जहां यह अचानक बढ़ती है स्थिर हो जाती है और कम हो जाती है आदर्श स्थिति ना लें तो पल्स धीरे धीरे बढ़ती हैजाती है यहां रूकती है और नीचे आती है परंतु हम आदर्श स्थिति ले रहे हैं और इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं मान लीजिए यहां एक तार है और दूसरा तार इससे जुड़ा हुआ है और यहां एक पल्स एक आदर्श पल्स स्क्वायर पल्स आ रही है जिसकी चौड़ाई 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 मिली मीटर है और यह आती है जब यह सतह पर आती है यह परावर्तित साथ साथ संचारित होती है परावर्तन होता है क्योंकि गतियां समान नहीं है और हम क्या जानना चाहते हैं कि परावर्तित पल्स और संचारित पल्स का आकार क्या होगा और नीले तार के लिए गतियां दी गई हैं यह 15 मीटर प्रति सेकेंड और लाल तार के लिए 10 मीटर प्रति सेकंड है तो पहली चीज जिसकी गणना करना सबसे आसान है वह परिमाण है संचारित परिमाण होगा 2v2 v1v2 yincident इसकी हमने व्याख्यान में पहले ही गणना कर ली है इसलिए यह होगा 2025x 5 mm और यह आएगा 4 mm इसलिए परावर्तित पल्स थोड़े कम परिमाण की होगी yreflected का क्या यह और कुछ नहीं बल्कि v2 v1v2v1 yincidentऔर यह होगी 525x 5 mm जो होगा 1 मिलीमीटर तो यह आपको क्या बताता है कि जब तरंग परावर्तित होती है तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इसका फेज बदल जाता है पूरे आकार के बारे में क्या तो यहां पल्स आ रही है और यह परावर्तित हो रही है कुछ समय बाद यह संचारित होती है अब कल्पना करिए यह पल्स यहां आ रही है जो भी परिमाण यहां आता है वह परावर्तित हो रहा है और संचारित भी हो रहा है हालांकि लाल तरफ जो भी आती हैयह थोड़ा धीरे जाती है तो समय के साथ पिछला भाग यहां आता है इसका मतलब इसने 1 cm की दूरी तय की है क्योंकि दूसरे तार में पल्स धीरे संचारित होती है इसलिए यह केवल 1 सेंटीमीटर का 10 15 भाग ही तय किया है इसका मतलब है 067 सैंटीमीटर्स तो इस लाल तार में जो पल्स जा रही हैवह थोड़ी सी सिकुड़ी हुई लगती है इसकी चौड़ाई केवल 067 सैंटीमीटर्स होगी इसलिए क्योंकि इसके आगे का भाग समय के साथ उतना दूर नहीं जा पायापिछला भाग सतह तक आ गया और इसकी ऊंचाई 4 मिलीमीटर्स है दूसरी तरफ परावर्तित तरंग का आकार समान होगा क्योंकि गतियां समान है तो चलिए इसे हरे रंग का बनाते हैं यह समान चौड़ाई की होगी और क्योंकि परावर्तित परिमाण कम है इसलिए ऊंचाई 1 mm होगी कुछ समय बाद जब मैं दोनों पल्स की तरफ देखता हूं तो वास्तविक पल्स चली गई होगी और यदि मैं परावर्तित और संचारित पल्स की तरफ देखता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि मान लीजिए परावर्तित पल्स चली गई है इसके आगे का भाग 15 सेंटीमीटर तक जाता है इसलिए यह 15 सेंटीमीटर है और यह जाहिर तौर पर 1 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 1 मिलीमीटर है संचारित पल्स केवल 10 सेंटीमीटर चली है आगे का भाग केवल 10 सेंटीमीटर हिला है और इसकी चौड़ाई 067 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 मिलीमीटर है तो यह इस तरह से दिखती हैं परावर्तित पल्स संचारित पल्स से काफी आगे जा रही है वास्तव में यह 15 गुना आगे हैं तो यह समस्या का हल है अगली सातवीं समस्या में यह है कि प्रकाश अभिलंब रूप में एक कांच की पट्टी पर गिरता है तो मेरे पास एक कांच की पट्टी है और प्रकाश इस पर अभिलंब गिरता है अब हम यह जानना चाहते हैं कि प्रकाश का कितना प्रतिशत परावर्तित हो गया तो इसका मतलब यदि यहां कोई तीव्रता आती है तो कोई पॉइंटिंग वेक्टर SI आपको प्रति इकाई क्षेत्र में शक्ति की मात्रा देगा बाहर जाने वाली शक्ति का क्या यह SR है जिसे हम जानना चाहते हैं अब मैं यह जानता हूं कि यह एक ही माध्यम में हैइसलिए SE2 के अनुपातिक होगा SreflectedSincident होगा SreflectedSincident EreflectedEincident2तो यदि मैं SreflectedSincident जानता हूं तो मेरा काम हो गया पिछले व्याख्यान से परिसीमा प्रतिबंध से मुझे पता है कि ER क्या होगा तार के लिए पहले हमने इसे लिखा था Ereflected v2 v1v2v1 Eincident या इसे इस तरह भी लिख सकते हैं Ereflected n1 n2 n1n2Eincident या एक साथ लिखने पर Ereflected v2 v1v2v1 Eincident n1 n2 n1n2Eincident आप एक बात अच्छे से जानते हैं जो मैंने हमेशा आपको कहा कि यदि n2 n1से ज्यादा हैतब परावर्तित प्रकाश विपरीत फेज का होगा देखते हैं कि यदि n2 n1से ज्यादा हैतब Ereflected Eincident का ऋणात्मक होगा इसलिए इस स्थिति में EreflectedEinciden1 n2 n1n2 होगा यदि मैं इसका मापांक लेता हूं क्योंकि अंत में वर्ग लूंगा तो यह होगा EreflectedEincide1 15115जो कि मुझे EreflectedEincide 52515 देगा EreflectedEincidentn1 n2 n1n21 1511515 और इसलिए SreflectedSincident125के बराबर होगा जहां यह EreflectedEincident के वर्ग के बराबर है और इसलिए Sreflected Eincidentका केवल 125 भाग है या केवल 4 प्रतिशत प्रकाश ही परावर्तित होगा क्या हो यदि हवा और कांच का अंतराफलक लेने की बजाय मैं पानी कांच का अंतराफलक लेता हूंतो चलिए देखते हैं इसकी जगह यदि मान लीजिए मेरे पास ऊपर पानी और नीचे ग्लास हैइसअंतराफलक पर परावर्तित किरण क्या होगी तो अब मैं पानी का अंतराफलक ले रहा हूं इस स्थिति में पुनः SincidentSreflected n1 n2n1n22 133 15133 152 SincidentSreflected 172832 इसकी गणना करने पर यह आता है SincidentSreflected 1270लगभग तो लगभग 2 आप जानते हैं कि 2 से कम प्रकाश परावर्तित हुआ आप देख सकते हैं कि यदि अपवर्तक सूचकांक मिलते हैं तब कम प्रकाश परावर्तित होता है वास्तव में यदि अपवर्तक सूचकांक बराबर होते हैं तब कोई प्रकाश परावर्तित नहीं होगा इसे कभी कभी इंपीडेंस मैचिंग कहा जाता है और जब आप अपने काम में आगे जाएंगे तब आप इस तकनीकी शब्द को सुनेंगे यदि आप इंपीडेंस को समान रखते हैं या मिलाते हैं तो परावर्तित प्रकाश बहुत कम होगा कभी कभी आप इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में देखते हैं या आप जानते हैं कि उसमें इंपीडेंस समान नहीं है और इसलिए वहां बहुत ज्यादा शोर या कुछ और होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां बहुत ज्यादा परावर्तन होता है जिस क्षण आप दो माध्यमों का इंपीडेंस मिलाते हैं या अपवर्तक सूचकांक या गति मिलाते हैं तो परावर्तन बहुत मुश्किल होता है इसलिए प्रभावी प्रसारण के लिए यह जरूरी है कि जहां भी जोड़ हैवहां इंपीडेंस को मिलाया जाए अंत में मैं इस समस्या को हल करने जा रहा हूं मान लीजिए जैसा कि आप जानते हैं की हवा में यह अलग अलग कण होते हैं और प्रकाश इन पर आता है और यह इलेक्ट्रॉन बनाना शुरू करते हैं तथा वे एक ही आवृत्ति से कंपन करते हैं इसलिए जो हम क्या जानना चाहते है कि हमें एक ही आकार के कण दिए गए हैं इनके कंपन करते हुए इलेक्ट्रॉन का परिमाण भी समान है मान लीजिए एक कण लाल प्रकाश दे रहा है जो लगभग 700 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य का है और दूसरे कण हरा प्रकाश दे रहा है जो लगभग 500 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य का है अन्यथा यह कण समान है इनके कंपन करने वाले इलेक्ट्रॉन का परिमाण और सभी चीजें समान हैं तो इनसे आने वाली शक्ति में क्या अंतर होगा इसलिए मेरे विकिरण वाले व्याख्यान में आपने देखा कि बाहर आने वाली शक्ति 4के अनुपातिक होती हैयदि बाकी सारी चीजें समान है यह निश्चित रूप से परिमाण और उनके गुणांक 012 और उन सभी चीजों पर निर्भर करता है परंतु हम उसके बारे में चिंतित नहीं है क्योंकि वह सारी चीजें समान है इस स्थिति में अन्य सभी चीजें समान हैं शक्ति 4अनुपातिक है और यह 14के अनुपातिक है और इसलिए हरे प्रकाश के लिए शक्ति होगी Power 15004nm लाल प्रकाश के लिए शक्ति होगी Power 17004nm इसलिए हरे प्रकाश और लाल प्रकाश के बीच शक्ति होगी PowerPower 754 12438 इसलिए हरा प्रकाश लाल प्रकाश से 38 गुना ज्यादा बाहर आएगा अर्थात वहां पर अधिक शक्ति ज्यादा शक्ति होगी और यह व्याख्या नीले आसमान के लिए भी दी जा सकती है याद रखें जब प्रकाश कण में आता है यह द्विध्रुव बनाता है और नीला प्रकाश ज्यादा विकिरित होता है इसलिए शक्ति ज्यादा फैलती है और आप इसे सभी जगहों पर आते हुए देखते हैं लाल प्रकाश उतना ज्यादा नहीं फैलता इसलिए यह सीधा आपके पास आता है